तो यह हमारा दूसरा व्याख्यान है और पिछले व्याख्यान में हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा और हमने इंटीग्रेटेड सर्किट के प्रकार भी देखे हैं हमने लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा है हमने मोनोलिथिक इंटीग्रेटेड सर्किट को देखा है हमने पतली फिल्म तकनीक को देखा है फिर हमने इंटीग्रेटेड सर्किट को गढ़ने की मोटी फिल्म विधि देखी आखिरकार हम हाइब्रिड तकनीक को देख पा रहे थे इसलिए मुद्दा यह है कि जब हम जानते हैं कि यह इंटीग्रेटेड सर्किट कैसा दिखता है और पैकेज डिवाइस के भीतर एक छोटी सी चिप होती है जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट के भीतर होती है यह चिप सिलिकॉन के अलावा कुछ भी नहीं है हमने इस पर चर्चा की है यह सिलिकॉन क्या है और हम किस तरह की अन्य सामग्रियों का उपयोग कर सकते हैं हमने यह भी देखा है कि एक सब्सट्रेट क्या है हमने इसके बारे में बात की कोई भी सामग्री या कोई आधार जिस पर हम विभिन्न सामग्रियों को जमा करने जा रहे हैं वह एक सब्सट्रेट है तो आधार एक सब्सट्रेट है यह सिलिकॉन हो सकता है यह ऑक्सिडाइज सिलिकॉन हो सकता है यह ग्लास हो सकता है यह प्लास्टिक हो सकता है यह लचीली सामग्री हो सकती है इसलिए पीडीएमएस है यह कुछ भी हो सकता है जिस पर आप डिवाइस का निर्माण कर रहे हैं इंटीग्रेटेड सर्किट के मामले में जब आप इंटीग्रेटेड सर्किट के बारे में बात करते हैं जो हम देखते हैं तो सब्सट्रेट आम तौर पर सिलिकॉन होता है अब जब आप सिलिकॉन के बारे में बात करते हैं तो सिलिकॉन कैसा दिखता है सिलिकॉन वेफर में अलग अलग आकार क्या हैं सिलिकॉन वेफर के ओरियंटेशन क्या हैं और सिलिकॉन वेफर कैसे बने हैं तो आज इस विशेष वर्ग में हम यह देखने की कोशिश करेंगे कि किस तरह के सबस्ट्रेट्स हैं मैं आपको एक ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफर एक प्लास्टिक सब्सट्रेट या बल्कि प्लास्टिक सब्सट्रेट पर एक उपकरण एक ग्लास वेफरदिखाऊंगा ताकि आपको यह पता चल जाए कि सब्सट्रेट कैसा दिखता है इसलिए यह कहते हुए कि आज का विषय सबस्ट्रेट को समझना है और फोकससिलिकॉन पर होगा ठीक है इसलिए यदि हम स्क्रीन पर वापस जाते हैं तो आप देखेंगे कि हम आज समझ रहे हैं कि सबस्ट्रेट्स क्या हैं और हम सिलिकॉन पर अधिक ध्यान केंद्रित करेंगे पहली स्लाइड से पता चलता है कि आम तौर पर हम 3 तरह के सबस्ट्रेट्स देखते हैं सिलिकॉन ग्लास और प्लास्टिक ग्लास क्या है ग्लास आपका सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2 है तो वास्तव में भ्रमित मत हो क्या मैं एक सब्सट्रेट का उपयोग कर सकता हूं जो सिलिकॉन डाइऑक्साइड है हां क्योंकि यह ग्लास है इसलिए अब हम सामान्य रूप से सिलिकॉन को देख रहे होंगे क्योंकि अधिकांश माइक्रो चिप्स या माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक चिप्स सब्सट्रेट के रूप में सेमी कंडक्टर सामग्री का उपयोग करते हैं सबसे अधिक इस्तेमाल किया जाने वाला या व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जाने वाला सेमी कंडक्टर पदार्थ सिलिकॉन है तो अगला कदम क्या है माइक्रोइलेक्ट्रॉनिक चिप्स सब्सट्रेट के रूप में सेमी कंडक्टर सामग्री का उपयोग करते हैं और 95 प्रतिशत से अधिक मामलों के लिए सिलिकॉन सेमी कंडक्टर सामग्री है तो हमने जो पाया है कि 95 प्रतिशत से अधिक सेमी कंडक्टर डिवाइस सिलिकॉनका उपयोग करते हैं फिर हमारे लिए यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है कि सिलिकॉन का निर्माण कैसे किया जाता है लेकिन सिलिकॉन की निर्माण प्रक्रिया को गहराई से समझने के लिए इसे समझने के लिए एक साथ घंटों की आवश्यकता होगी क्योंकि बहुत सारी तकनीकों को आपको गहराई से समझना चाहिए फ्लोट ज़ोन तकनीक Czochralski तकनीक बीज क्रिस्टल कैसे है आप बीज क्रिस्टल को कैसे खींच रहे हैं आदि तो यह वास्तव में मेरी एक और श्रृंखला या पाठ्यक्रम का हिस्सा हो सकता है जो माइक्रो फैब्रिकेशनऔर सेंसर और माइक्रो फ्लुइडिक चिप्स पर ध्यान केंद्रित कर रहा होगा और आप इसे विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए कैसे उपयोग कर सकते हैं इसलिए इस विशेष पाठ्यक्रम के लिए हम देखेंगे या मूल बातें जल्दी से देखेंगे और देखेंगे कि कैसे सिलिकॉन निर्मित होता है इसलिए यदि आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो आप जो देखते हैं सिलिकॉन सब्सट्रेट बनाने को 4 मूल चरणों में विभाजित किया जा सकता है पहला चरण इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन का उत्पादन है फिर दूसरा चरण क्रिस्टल विकसित करना है अर्थात आपको क्रिस्टल को विकसित करना है तीसरा चरण सिलिकॉन क्रिस्टल का चमकाना है और चौथा चरण सिलिकॉन वेफर्स की स्लाइसिंग करना है तो मूल रूप से 4 चरण हैं जिन्हें आपको समझना है यदि आप समझना चाहते हैं कि सिलिकॉन का निर्माण कैसे किया जाता है पहला चरण इलेक्ट्रॉनिक ग्रेड सिलिकॉन का उत्पादन है दूसरा हमें क्रिस्टल विकसित करना है तीसरा हमें सिलिकॉन को चमकाना है और चौथा सिलिकॉन वेफर्स की स्लाइसिंग करना है तो इन चीजों को कैसे किया जाता है अब यदि आप इंटीग्रेटेड सर्किट को लेते हैं जैसे मैंने कहा और आप इंटीग्रेटेड सर्किट को खोलते हैं तो आपको जो मिलेगा वह वह है जो स्लाइड में दिखाया गया है तो मैं यहां क्या देख सकता हूं कि एक चिपहै और कई तार हैं जो वायर बॉन्डिंग का उपयोग करके चिप से लीड तक जुड़े हुए हैं चिप को लीड से जोड़ने की यह प्रक्रिया वायर बॉन्डिंग का उपयोग करती है अब यदि मैं इस छवि को बढ़ाता हूं तो मैं देखूंगा कि एक ही चिप पर अरबों ट्रांजिस्टर हैं हम किसी भी सर्किट को डिजाइन कर सकते हैं और यह एनालॉग वीएलएसआई सर्किट हो सकता है यह डिजिटाइज्ड वीएलएसआई सर्किट हो सकता है आप कैडेंस का उपयोग करके सर्किट को डिजाइनकर सकते हैं और उपकरणों और ट्रांजिस्टर के निर्माण के लिए इसे फाउंड्री में भेज सकते हैं तो बिंदु यह है कि जब मैं इस ब्लैक बॉक्स को खोलता हूं या पैक किया जाता है तो मुझे लगता है कि इसके भीतर एक चिप है जो वायर बॉन्डिंग का उपयोग करते हुए लीड से जुड़ा है अब अगर मैं सिलिकॉन वेफर्सके बारे में बात करता हूं तो सिलिकॉन वेफर्स का आकार क्या है क्या यह 2 इंच आकार में है या यह आकार में 3 इंच है या यह आकार में 4 इंच है वर्तमान में उद्योग किस आकार के वेफर् का उपयोग कर रहेहै क्या यह 12 इंच है या यह 18 इंच है अब मुझे लगता है कि हमने कहीं चर्चा की है कि सिलिकॉन वेफर् का आकार मायने रखता है क्योंकि आकार बढ़ाने से आप एक ही क्षेत्र पर अधिक संख्या में ट्रांजिस्टर बना सकते हैं और इस प्रकार आप लागत को कम कर सकते हैं क्योंकि अब आपका थ्रूपुट बढ़ जाएगा या सिलिकॉन में चिप्स की संख्या बढ़ जाएगी इसलिए 1 इंच या 2 इंच वेफर का उपयोग करने के बजाय अगर मैं 18 इंच वेफर के लिए जाता हूं तो यह उद्योग के दृष्टिकोण से अच्छा है अनुसंधान के दृष्टिकोण से अगर मैं 1 या 2 ट्रांजिस्टर बनाना चाहता हूं या 1 या 2उपकरणों या 1 या 2 सेंसर मुझे 18 इंच वेफर्स का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है मैं 12 इंच वेफर्स का उपयोग नहीं करना चाहता हूं यह वास्तव में महंगा है इसलिए यदि आप कई स्थानों के आसपास एक अनुसंधान प्रयोगशाला में देखते हैं तो आप देखेंगे कि वे आमतौर पर वेफर का उपयोग करते हैं जो 4 इंच है कुछ प्रयोगशालाएं 2 इंच के वेफर 4 इंच का भी उपयोग करती हैं कुछ 6 इंच का उपयोग करती हैं शायद ही कभी 8 या 12 इंच का उपयोग करती हैं यह फंडिंग पर निर्भर करता है आप बड़े वेफर भी प्राप्त कर सकते हैं आपके पास इतनी बड़ी वेफर को समायोजित करने के लिए उपकरण होना चाहिए और बहुत सारे अन्य मुद्दे हैं वैसे भी अगर आप स्क्रीन को देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि वेफर्स 2 इंच से 3 इंच से लेकर 4 इंच तक 8 इंच से 12 इंच से 18 इंच तक हो सकते हैं इसलिए जैसा कि आप व्यास को बढ़ाते रहते हैं तब आप यह देख पाएंगे कि हम 2 इंच या 4 इंच की तुलना में एक ही व्यास के भीतर अधिक संख्या में घटक रख सकते हैं यह एक बड़े व्यास के साथ वेफर्स का उपयोग करने का लाभ है अगर मेरे पास यह सिलिकॉन वेफर है तो आइए इस वेफर पर विचार करें जो 4 इंच व्यास का है और मैं इसे क्रॉस सेक्शन में खींचता हूं तो यह सिलिकॉनहै अगर मैं इस वेफर पर सिलिकॉन डाइऑक्साइड को विकसित करता हूं तो यह 4 इंच का वेफर कैसा दिखेगा जो मैं आप सभी को दिखाने जा रहा हूं वह 4 इंच का सिलिकॉन वेफर है लेकिन इस 4 इंच सिलिकॉन वेफर में 1 माइक्रोमीटर सिलिकॉन डाइऑक्साइड सिलीकान वेफर पर विकसित की गई है इसलिए यदि मेरे पास सिलिकॉन वेफर पर विकसित 1 माइक्रोन सिलिकॉन डाइऑक्साइड है तो मेरा वेफर इस तरह दिखाई देगा अब यदि आप डेस्क पर देखते हैं तो मेरे पास यह वेफर बॉक्स है वेफर धारक जिसमें मेरे पास यह ऑक्सीकृत सिलिकॉन है और मैं इसे आपको दिखाने जा रहा हूं इसलिए फिर से यह सुनिश्चित करें कि जब आप इस तरह से बॉक्स खोल रहे हैं तो आप पहले से ही अपने वेफर को कॉन्टैमिनेट कर रहे हैं क्योंकि मैं जिस वातावरण में अभी बात कर रहा हूं वह साफ नहीं है अब जब मैं कहता हूं साफ तो इसे गंदे के रूप में न लें जब मैं साफ कहता हूं तो यह साफ कमरे के वातावरण के रूप में है जो कक्षा 10 कक्षा 100 कक्षा 1000 कक्षा 10000 कक्षा 100000 हो सकती है और तब हमारे पास प्रयोगशाला का वातावरण होता है इसलिए जब आप कक्षा 10 या कक्षा 1 की ओर जाते हैं तो यह अत्यंत स्वच्छ होता है जब आप कक्षा 100 से थोड़ा कम स्वच्छ आते हैं 1000 से थोड़ा कम 10000100000 और फिर इस तरह प्रयोगशाला वातावरण होता है लेकिन यह वातावरण मेरे वेफर को दूषित कर सकता है लेकिन चूंकि यह आप लोगों को समझाने के लिए वेफर है इसलिए मैंने इसे अपने स्टॉक से निकाल लिया और मैं इसे यहां लाया इसलिए अगर यह दूषित हो जाता है तो भी ठीक है दूसरी बात यह है कि आपको साफ कमरे के भीतर किसी भी तरह के उपकरण के संचालन के लिए दस्ताने पहनने होंगे साथ ही आपको गाउन और सब कुछ पहनना होगा फिर यह आपको दिखाने के लिए है इसीलिए मैंने दस्ताने नहीं पहने हैं लेकिन मैं सिर्फ इस उपकरण का उपयोग करके वेफर धारण कर रहा हूं जिसे ट्वीजर कहा जाता है एक ट्वीज़र का उपयोग वेफर को पकड़ने के लिए किया जाता है और मैं इसे अभी पकड़ लूंगा तो यह कमोबेश उस चीज के समान है जिसका उपयोग हम घर पर बर्तन रखने के लिए करते हैं तो आप शायद कुछ पका रहे हैं आप उपकरण पकड़ रहे हैं इस बर्तन को पकड़कर रखने के लिए जिस बर्तन को इस्तेमाल किया जाता है उसे पकड़ने के लिए इसी के समान दिखता है लेकिन अब यह एक चिमटी के सिवा कुछ नहीं है इसलिए यदि आप देखते हैं कि यहाँ कुछ झाइयां हैं और यहाँ एक होल्डिंग चीज है अब इस चिमटी के साथ मैं वेफर धारण करने जा रहा हूं इसलिए मैं जो कर रहा हूं मैं एक वेफर धारण कर रहा हूं और मैं इसे आपको दिखाऊंगा आप जो देख रहे हैं वह मेरे हाथ में 4 इंच का वेफर है और आप बैक साइड में देखते हैं यह सिंगल साइड पॉलिश वाला वेफर है इसका मतलब है एक तरफ पॉलिशहै यह पॉलिश पक्ष है और यह गैर पॉलिश पक्ष है मैंने सिलिकॉन डाइऑक्साइड के 1 माइक्रोन का विकास किया है आप हरा रंग देख सकते हैं यह 1 माइक्रोनसिलिकॉन डाइऑक्साइड है वेफर को ध्यान से देखें इसमें 2 फ्लैट हैं 1 फ्लैट यहां है दूसरा फ्लैट यहां है इसलिए यदि आप देखते हैं तो मैं आपको यहां दिखाऊं और यदि आप देखते हैं कि यह पूरी तरह से गोल नहीं है तो वहाँ 2 फ्लैट हैं इसे प्राइमरी फ्लैट कहा जाता है और इसे सेकेंडरी फ्लैट कहा जाता है यह प्राइमरी फ्लैट है यह सेकेंडरी फ्लैट है इसलिए आप सभी स्पष्ट रूप से प्राइमरी फ्लैट सेकेंडरी फ्लैट ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफर सिंगल साइडेड या सिंगल साइडपॉलिश किए गए ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफर देख सकते हैं यह इस तरह दिखता है तो और ऑक्साइड को विकसित करना बहुत आसान है हम अपने व्याख्यान में जल्दी से देखेंगे कि हम ऑक्साइड कैसे विकसित कर सकते हैं और वेफर में क्रिस्टल के अभिविन्यास के बारे में हम उस छोटे से बाद के चरण को देखेंगे सिलिकॉन वेफर या क्रिस्टल के विभिन्न अभिविन्यास हैं यह 100 या 110 आदि है हम देखेंगे कि वहाँ पी टाइप एन टाइप है क्यों और कैसे ये फ्लैट हैं एक प्राइमरी फ्लैट क्यों है एक सेकेंडरी फ्लैट क्यों है हम निम्नलिखित कक्षाओं में देखेंगे इसलिए मैं इस वेफर को बॉक्स में वापस रखूंगा अब अगली स्लाइड देखें हम चिप निर्माता देखते हैं यदि आप यहाँ देखते हैं तो सिलिकॉन का उपयोग विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए किया जा सकता है और इस चिप को बनाने और संचालित करने के लिए किस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता होती है या इस चिप में किस तरह का उत्पाद होता है किस प्रकार के उत्पाद अनुप्रयोग आदि इसलिए यदि आप यह देखते हैं कि उपभोक्ता की ओर से कौन सा उत्पाद अनुप्रयोग है तो उत्पाद अनुप्रयोगों की कई सूची है हम कंप्यूटर से शुरू करेंगे आप कैसे सोचते हैं कि कंप्यूटर के भीतर चिप का उपयोग किया जाता है इसके बारे में सोचें मोटर वाहन के बारे में क्या एयरोस्पेस के बारे में क्या चिकित्सा के बारे में क्या अन्य उद्योगों के बारे में क्या तो चिप निर्माता या चिप का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए किया जाता है उपभोक्ता एप्लिकेशन कंप्यूटर ऑटोमोटिव एयरोस्पेस मेडिकल हैं हम चिकित्सा अनुप्रयोगों के कुछ उदाहरण लेंगे और हमारे कंप्यूटर में इन सभी ट्रांजिस्टर और इंटीग्रेटेड सर्किटमदरबोर्ड सिलिकॉन चिप पर बनाए जाते हैं यदि यह एक इंटेल प्रोसेसर है तो यह प्रोसेसर वास्तव में कैसे बना है यह कैसे निर्मित होता है यह सिलिकॉन सब्सट्रेट का उपयोग करके निर्मित होता है अगला आपकी ग्राहक सेवा है चिप निर्माता या किसी उपकरण निर्माता मुद्रित सर्किट बोर्ड उद्योग का उपयोग किया जा सकता है यह कॉलेज और विश्वविद्यालयों के साथ जुड़ा हुआ है बहुत से लोग चिप खरीदते हैं बहुत से लोग चिप निर्माता का उपयोग करते हैं या उसके साथ काम करते हैं तो यह तकनीकी कार्य बल के लिए मदद कर सकता है यह मेट्रोलॉजी उपकरणों के लिए मदद कर सकता है इसका उपयोग सामग्री और रसायनों के लिए किया जा सकता है इसका उपयोग यूटिलिटीज के उत्पादन उपकरण में किया जा सकता है इसका उपयोग उद्योग मानकों एसईएमआई एनआईएसटी एसआईए वगैरह के लिए किया जा सकता है इसलिए यह चिप निर्माण एक व्यापक क्षेत्र है या चिप9chip निर्माता न केवल बुनियादी ढांचे बल्कि उत्पाद अनुप्रयोगों के साथ बहुत सी चीजों से जुड़ा है तो आपको यह समझना होगा कि सिलिकॉन का बहुत बड़ा बाजार है और जब आप चिप निर्माण के बारे में कहते हैं इसका मतलब है कि आप सर्किट डिजाइन कर रहे हैं तो आपको सर्किट को बनाना होगा और अंत में आपको बहुत सी चीजों की आवश्यकता होगी एक चिप का निर्माण करने के लिए तो आइए हम वास्तव में विस्तार में न जाएं क्योंकि यह सिर्फ आपको एक झलक देने के लिए है आइए हम देखते हैं अगली स्लाइड और जो बहुत महत्वपूर्ण स्लाइड है क्योंकि यहां हम जल्दी से देखेंगे कि वेफर को कैसे बनाया जाए या वेफर से पॉलीसिलिकॉन कैसे बनाया जाए एक स्क्रैच से लेकर अंत तक का निर्माण किया जाए तो पहला बिंदु क्रिस्टल विकास है हम सिलिकॉन कैसे विकसित करेंगे हम कैसे Boule या पिंड विकसित करेंगे तो पहले आप क्रूसिबल में पॉलीसिलिकॉन जोड़ते हैं यह क्रूसिबल अत्यंत उच्च तापमान पर होता है और आप अपने पॉलीसिलिकॉन को क्रूसिबल में जोड़ते हैं और यह पिघल जाएगा फिर आप एकल क्रिस्टल या बीज क्रिस्टल का उपयोग करते हैं और आप इसे एक समान रूप से खींचते हैं फिर यह एक समान रूप से धीरे धीरे घुमाया जाना है आपको इसे धीरे धीरे घुमाना होगा क्योंकि बीज क्रिस्टल का तापमान पिघले हुए सिलिकॉन के तापमान से कम होता है जिससे एकल क्रिस्टल का निर्माण होगा अंत में आप इनगट प्राप्त करने में सक्षम होंगे जैसा कि आप स्लाइड नंबर 2 में देखते हैं फिर से हम विनिर्माण प्रक्रिया में से प्रत्येक में गहराई से नहीं जा रहे हैं हमें बस जल्दी से समझना होगा कि कदम क्या हैं इसलिए यदि आप दूसरी संख्या देखते हैं तो यह एक एकल क्रिस्टल पिंड है एक बार जब आप इसे प्राप्त कर लेते हैं तो आपको क्रिस्टल ट्रिमिंगऔर डायमीटर ग्राइंडिंग का उपयोग करना होगा फिर आपको फ्लैट ग्राइंडिंगकरना होगा तो इससे हमें प्राइमरी फ्लैट प्राप्त करने में मदद मिलेगी आप प्राइमरी फ्लैटदेख सकते हैं क्योंकि अब अगर आपके पास 1 प्राइमरी फ्लैट ग्राइंडेड है तो अगर मैं इसे चालू रखता हूं तो इस तरह मेरे पास प्राइमरी फ्लैट होगा आप देखिए कि प्राइमरी फ्लैट यहाँ है इसलिए बिंदु यह है कि एक बार जब मेरे पास मेरा पॉलीसिलिकॉन होगा मेरे पास अपना बीज क्रिस्टल होगा मैं एक पिंड विकसित कर सकता हूं पिंड से मैं क्रिस्टल को ट्रिम कर सकता हूं मैं फ्लैट ग्राइंडिंग कर सकता हूं मैं वेफर स्लाइसिंग कर सकता हूं वेफर स्लाइसिंग के बाद मुझे एज राउंडिंग करनी है किनारे बहुत गोल है वहां केवल प्राइमरी फ्लैट और सेकेंडरी फ्लैट थे कुछ वेफर्स में आप देखेंगे कि केवल एक फ्लैट है जो प्राइमरी फ्लैट है एक बार जब आप यह एज राउंडिंग करते हैं तो आपको लैपिंग करनी होती है लैपिंग के बाद इचिंग और उसके बाद पॉलिशिंग यह गलत पॉलिशिंग है इसलिए प्रक्रिया एक बार है वेफर की स्लाइसिंग करना है मैं इस वेफर को ले जाऊंगा और मैं एज राउंडिंग करूंगा जब एज राउंडिंग किया जाता है मैं लैपिंग करूंगा एक बार लैपिंग हो जाने के बाद मैं इचिंग करूंगा एक बार इचिंग हो जाने के बाद मैं पॉलिशिंग करूंगा एक बार पॉलिशिंग हो जाने के बाद मुझे वेफर का निरीक्षण करना होगा इसलिए जब मैं कहता हूं कि मैं नहीं हूं यह एक फाउंड्री है यह समझने के लिए बुनियादी प्रक्रिया या त्वरित प्रक्रिया है कि सिलिकॉन वेफर को कैसे गढ़ा जाता है क्योंकि हम एक सब्सट्रेट के रूप में सिलिकॉन का उपयोग कर रहे हैं इसलिए हमें पता होना चाहिए कि कैसे सिलिकॉन को सही तरीके से तैयार किया जाता है या कैसे सिलिकॉन का निर्माण किया जाता है इसलिए हम उस प्रक्रिया के बारे में बात कर रहे हैं जिसका उपयोग फाउंड्री में किया जा रहा है हम सिर्फ बात कर रहे हैं या हम सिर्फ इसकी झलक देख रहे हैं न कि हम केवल सतह को छू रहे हैं या जल्दी से आधार को छू रहे हैं और वापस आ रहे हैं हम वास्तव में गहराई में नहीं जा रहे हैं और इस पर बहुत समय बिता रहे हैं क्योंकि यह इस विशेष पाठ्यक्रम का विचार नहीं है इसलिए यदि आप 10 अलग अलग चरणों में जल्दी देखते हैं तो हम सिलिकॉन वेफर रख सकते हैं जिसे आपने कुछ मिनट पहले देखा है कि यह कैसा दिखता है एक बार जब आपके पास सिलिकॉन वेफर होता है तो आप या तो एक पॉलिश कर सकते हैं एक तरफ इस बात पर निर्भर करता है कि आपने एक तरफ पॉलिश की है या दोनों तरफ से आप सिंगल पॉलिश वेफर ले सकते हैं या आपके पास दो तरफा पॉलिश किए हुए वेफर्स हो सकते हैं आसान चलिए फिर अगली स्लाइड पर जाते हैं यह कैसा दिखता है ये सभी सिलिकॉन सिल्लियां हैं अब आप यहां देखते हैं कि सिल्लियां और हीरे के लेपित तार वहाँ हैं जो इस वेफर9wafer को स्लाइड करने के लिए उपयोग किया जाता है वेफर्स स्लाइसड है तो स्लाइसिंग कैसे की जाती है स्लाइसिंग की जाती है वायर की मदद से जो कि डायमंड कोटेड वायरहैं और आप इस पूरी प्रक्रिया को यहाँ देख सकते हैं उत्कृष्ट यह मैंने माइक्रो केमिकल से लिया था बस एक उदाहरण के रूप में आपको यह दिखाने के लिए कि यह कैसे किया जाता है मैं इन लोगों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने हमें समझने में मदद की है कि यह कैसे किया जाता है हमारे पास सिलिकॉन वेफर्स को काटने के लिए हीरे के लेपित तार हैं अब एक बार आपके पास यह हैतो हम क्या कर सकते हैं हमें इसे लैप करना है और फिर हमें इसे पॉलिश करना है हमें इसे इच करना है और फिर हम इसका निरीक्षण कर सकते हैं तो लैपिंग क्या है या लैपिंग कैसे की जाती है इस विशेष तरीके से लैपिंग की जाती है आप सिलिकॉन वेफर्स देख सकते हैं जो खुरदरे होते हैं वे इस धारक पर लदे होते हैं और वह भी मशीन में होता है यह इस विशेष दिशा में गति करता है सब्सट्रेट धारक सब्सट्रेट इस विशेष दिशा में आगे बढ़ेगा और इस विशेष सिलिकॉन वेफर को लैपिंग करना शुरू कर देगा तो यह बस फिर से जल्दी से आपको लैपिंग प्रक्रिया की समझ देना है वास्तव में यह समझने के मामले में महत्वपूर्ण नहीं है कि इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे गढ़े गए हैं तो हमने क्या देखा है हमने एक सिलिकॉन वेफर देखा है जिसमें 2 फ्लैट थे अब 2 प्रकार के सिलिकॉन वेफर हैं सबसे पहले जब सिलिकॉन वेफर को डोप या अन डोप नहीं किया जाता है यदि सिलिकॉन वेफर के अंदर कोई अशुद्धता नहीं है तो उस सिलिकॉन वेफर को हम आंतरिक या आंतरिक सिलिकॉन कहते हैं अब अगर मैं सिलिकॉन वेफर को डोप करता हूं अगर मैं सिलिकॉन वेफर के अंदर की अशुद्धियों को जोड़ता हूं और अशुद्धियां एन प्रकार की अशुद्धियां हैं तो मेरा सिलिकॉन वेफर एन टाइप हो जाता है तो एन प्रकार की अशुद्धियों के लिए आपको पहले से ही पता है कि फॉस्फोर एक अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन के साथ है अगर मैं सिलिकॉन को पी प्रकार से डोप करता हूं तो अतिरिक्त छेद होगा और इसीलिए यह एक पी टाइप सिलिकॉन है तो एक एन प्रकार है और एक अन्य पी प्रकार है MOSFETs में हम वेफर को बस एक आधार के रूप में लेते हैं और यह आंतरिक सेमीकंडक्टर है जिसे डोप नहीं किया गया है तो यहाँ जब आप स्क्रीन देखते हैं तो आप क्या देख पा रहे हैं मैं एक पी प्रकार देखता हूं मैं एक एन प्रकार देखता हूं फिर मैं क्या देख रहा हूँ मैं 100 देखता हूं और मैं 111 देखता हूं ये क्रिस्टल ओरिएंटेशन हैं तो अब हम कैसे समझ सकते हैं कि यह पी टाइप 100 या एन टाइप 100 या पी टाइप 111 या एन टाइप 111 है आपको कैसे पता चलेगा यहां कुछ वेफर्स में 2 फ्लैट हैं 1 वेफर में 1 फ्लैट है और फ्लैट अलग अलग कोण पर हैं तो हम देखते हैं पी टाइप 111 यहां केवल 1 फ्लैट है आप केवल 1 फ्लैट प्राइमरी देखें प्राइमरी फ्लैट यहां भी देखें यहां प्राइमरी फ्लैट है इसलिए प्रत्येक वेफर में प्राइमरी फ्लैट होता है लेकिन प्रत्येक वेफर में सेकेंडरी फ्लैट नहीं होता है तो पी टाइप 111 में कोई सेकेंडरी फ्लैट नहीं है क्या आप इस सर्कल में एक फ्लैट पा सकते हैं इस विशेष सर्कल में कोई फ्लैट नहीं है अब यदि आप ptype 100 के लिए जाते हैं तो हमारे पास प्राइमरी फ्लैट के साथ एक सेकेंडरी फ्लैट भी है तो आइए देखें कि सेकेंडरी फ्लैट कहां है इसलिए यदि आपके पास एक सेकेंडरी फ्लैट है तो आपके पास प्राइमरी फ्लैट में 90 डिग्री पर एक सेकेंडरी फ्लैट है इसलिए यदि मैं इसे हटा देता हूं तो आप इस सेकेंडरी फ्लैट को आसानी से देख सकते हैं जो कि यह 1 है इसे सेकेंडरी कहा जाता है इसलिए मुझे लिखने दो मुझे यहां लाल कलम से लिखना है यह मेरा सेकेंडरी फ्लैट है यह मेरा प्राइमरी फ्लैटहै अब हम पी टाइप 111 और पी टाइप 100 में अंतर करना जानते हैं तो क्या होगा अगर वहाँ एक एन टाइप 111 है एन टाइप 111 में हम जो देखते हैं वह एक सेकेंडरी फ्लैट है जो यहां है जो 45 डिग्री पर है इसलिए आप यहां देखें कि यह प्राइमरी फ्लैट के संबंध में 90 डिग्री सेकेंडरी फ्लैट है यहां प्राइमरी फ्लैट के संबंध में 45 डिग्री सेकेंडरी फ्लैट है यहां यदि आप प्राइमरी फ्लैट देखते हैं और यहां आप सेकेंडरी फ्लैट देखते हैं 180 डिग्री इसका मतलब है कि अगर मेरे पास वेफर है जिसमें प्राइमरी फ्लैट 90 डिग्री पर है तो मेरे पास पी टाइप 100 है अगर मेरे पास वेफर है तो माफ करना अगर मेरे पास एक वेफर है जिसमें सेकेंडरी फ्लैट 90 डिग्री पर है तो मेरे पास पी टाइप 100 है अगर मेरे पास एक वेफर है जिसमें कोई सेकेंडरी फ्लैटनहीं है तो मेरे पास पी टाइप 111 है अगर मेरे पास एक वेफर है जिसमें सेकेंडरी फ्लैट 45 डिग्री है तो मेरे पास एन टाइप 111 है अगर मेरे पास एक वेफर है जिसमें सेकेंडरी फ्लैट है 180 डिग्री पर है तो मेरे पास एन टाइप 100 है इसलिए प्राइमरी और सेकेंडरी फ्लैटों को आसानी से एन टाइपऔर पी टाइप के बीच अंतर करने और वेफर्स के अभिविन्यास के बीच अंतर करने के लिए दिया जाता है कि क्या यह 100 है या क्या यह 111 है तो अब अगर मैं एक बार फिर आपको वेफर दिखाता हूं तो क्या आप पहचान सकते हैं कि यह एन टाइप है या पी टाइप 100 या 111 है इसलिए यदि आप स्पष्ट रूप से देखते हैं अगर आप अभी भी थोड़ा सा ज़ूम कर सकते हैं तो एक है प्राइमरी फ्लैट और यहां सेकेंडरी फ्लैट 90 डिग्री पर है तो आपके पास यहां प्राइमरी फ्लैट है और आपके पास यहां सेकेंडरी फ्लैट है यह 90 डिग्री है प्राइमरी फ्लैट के संबंध में इसलिए प्राइमरी फ्लैट के संबंध में 90 डिग्री मेरा पी टाइप 100 है तो इसका मतलब है कि वेफर के प्रकार और अभिविन्यास की पहचान करना बहुत आसान है वेफरका क्रिस्टल ओरिएंटेशन इस बात पर निर्भर करता है कि प्राइमरी फ्लैट कहां है और सेकेंडरी फ्लैट प्राइमरी फ्लैटprimary flat के संबंध में है या सेकेंडरी फ्लैट है या नहीं इसलिए एक बार फिर से अगर हम देखते हैं तो पहले वाला कोई सेकेंडरी फ्लैट नहीं दिखाता है दूसरा 90 डिग्री पर सेकेंडरी फ्लैट दिखाता है जो कि पी टाइप 100 है तीसरा एक 45 डिग्री पर सेकेंडरी फ्लैट दिखाता है जो कि एन टाइप 111 है चौथा एक 180 डिग्री पर सेकेंडरी फ्लैट है जो कि एन टाइप 100 है ये अलग अलग अभिविन्यास के साथ सिलिकॉन वेफर्स हैं क्रिस्टल अभिविन्यास और विभिन्न प्रकार के साथ एन प्रकार या पी प्रकार अच्छा है तो अब क्या किया जाए अब हमें यह देखना है कि अन्य सब्सट्रेट कैसा दिखता है हम सिलिकॉन पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि हमें अन्य सब्सट्रेट को नहीं जानना चाहिए और वे कम से कम कैसे दिखते हैं सिलिकॉन के बजाय मैं ग्लास का उपयोग करना चाहता हूं या मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि ग्लास कैसा दिखेगा आप सभी ने कांच देखे होंगे आपने ग्लास वेफर नहीं देखा होगा और ये बहुत पतले होते हैं जैसे 500 माइक्रोन मोटाई 500 माइक्रोन मोटी 4 इंच के व्यास के साथ मोटाई 5100 माइक्रोन व्यास 4 इंच आदि

इसलिए अगर आप स्क्रीन पर वापस आते हैं तो मैं आपको क्या दिखाऊंगा यह 1 वेफर है जो कुछ उपकरणों के साथ सिलिकॉन वेफर पर ऑक्सीकृत होता है इस पर गढ़ा हुआ होता है ये उपकरण क्या हैं हम निम्नलिखित व्याख्यान में देखेंगे यह कोर्स सेंसर को कैसे बनाया जाए यह समझने में नहीं है यह Op Amps को समझने के लिए है कि हम विभिन्न अनुप्रयोगों के लिए Op Amps का उपयोग कैसे कर सकते हैं लेकिन इससे पहले कि हम Op Amps को समझें हमें समझना चाहिए कि Op Amp के भीतर क्या है और Op Amp के भीतर समझने के लिए कि Op Amp के भीतर कौन से सर्किट हैं लेकिन सर्किट कैसे बनाए जाते हैं वास्तव में जब आप सर्किट के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ 1 सिंगल ट्रांजिस्टर के बारे में बात करते हैं जो कि आपका MOSFETs है यदि आप समझते हैं कि आप MOSFETs कैसे बना सकते हैं तो बाकी चीजें तुलनात्मक रूप से आसान हो जाती हैं इसलिए विचार यह समझने में आपकी सहायता करता है कि आप MOSFET कैसे बना सकते हैं मैं धीरे धीरे जाऊंगाताकि जो आपको नहीं मिला आप प्रोसेस फ्लो को समझने में जानते हैं तो इसीलिए जब आप स्क्रीन को देखते हैं तो मैं आपको निम्नलिखित व्याख्यानों में दिखाऊंगा कि आप एक साधारण डिवाइस कैसे बना सकते हैं जो कुछ भी नहीं है बल्कि इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड आईडीई है यह ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट है और हम आईडीई देखेंगे फिर अगर मैं सिर्फ स्क्रीन को साफ करता हूं ताकि मेरे लिए लिखना आसान हो जाए यदि आप इस विशेष आकृति को देखते हैं तो यह एक पीजो रेजिस्टिव माइक्रो कैंटीलेवर है आप बहुत स्पष्ट रूप से देख सकते हैं कि यह पीजो अवरोधक है लेकिन आप जो देख सकते हैं वह सिलिकॉन सब्सट्रेट से जारी नहीं किया गया है यह इसके साथ जुड़ा हुआ है यह जारी नहीं किया गया है यह भाग रिलीज़ हो गया है लेकिन यह भाग रिलीज़ नहीं हुआ है इसीलिए तुम्हें बेंडिंग दिखाई पड़ता है इसलिए अगर मैं इसे एक बार फिर से खींचता हूं तो आप एक बेंडिंग देखेंगे हमें अगले चित्र पर जाना है यह ग्लास सब्सट्रेट है मैं ग्लास पर विभिन्न प्रकार के पैटर्न बनाने के लिए सिलिकॉन पर और विभिन्न सामग्रियों पर एक और पाठ्यक्रम लेने की योजना बना रहा हूं तो अभी आप इसकी चिंता न करें मैं आपको इस विशेष पाठ्यक्रम में इस विशेष बात की व्याख्या करूंगा मैं आपको पीजो रेजिस्टिव कैंटीलेवर समझाऊंगा और फिर मैं आपको MOSFETs निर्माण समझाऊंगा तो यह ग्लास है और ये ग्लास पर कुछ पैटर्न हैं अंत में आप जो यहां देख रहे हैं वह पीडीएमएसहै इसे सिलिकॉन भी कहा जाता है यह नरम है यह लचीला है आप ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन का उपयोग कर सकते हैं आप सिलिकॉन का उपयोग कर सकते हैं आप ग्लास का उपयोग कर सकते हैं आप लचीले सब्सट्रेट का उपयोग कर सकते हैं ये सभी सबस्ट्रेट्सहैं तो ये सभी आपके सब्सट्रेट हैं सबसे महत्वपूर्ण एक सिलिकॉन है फिर हमने देखा ग्लास सब्सट्रेटglass substrate0 कैसा दिखता है हमने सिलिकॉन सब्सट्रेट देखा है हमने ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट देखा है अब देखते हैं कि ग्लास सब्सट्रेट कैसा दिखता है तो फिर से भ्रमित न हों अगर ग्लास में कुछ पैटर्न है मुद्दा यह है कि आप देख रहे हैं कि ग्लास वेफर कैसा दिखता है या ग्लास सब्सट्रेट कैसा दिखता है मैं वेफर की बात कर रहा हूं मैं आपको 4 इंच का ग्लास वेफर दिखाऊंगा तो फिर से मैं एक गिलास पकड़ रहा हूं ताकि आप स्क्रीन पर देख सकें यह बहुत मुश्किल है इसलिए मैं इसे अपनी जैकेट के थोड़ा करीब रखूंगा अब यदि आप देखते हैं तो आप मेरे हाथ में ग्लास वेफर देख सकते हैं यहाँ कोई अभिविन्यास नहीं है क्योंकि क्रिस्टल नहीं है सब कुछ ऑक्सीकरण होता है SiO2 सिलिकॉन डाइऑक्साइड जिससे कांच बना है अब आप ग्लास वेफर देख रहे हैं मैं फिर से पकड़ रहा हूं इसमें एक प्राइमरी फ्लैट है लेकिन इसमें सेकेंडरी फ्लैट नहीं है क्रिस्टल के अभिविन्यास नहीं होने के कारण यह सेकेंडरी फ्लैट नहीं होना चाहिए यहां कोई क्रिस्टल नहीं है सिलिकॉन में यह उन्मुख था यही कारण है कि 100 या 111 इत्यादि लेकिन ग्लास वेफर इस तरह दिखता है आप ग्लास के भीतर जो पैटर्न है उसे छोड़कर देख सकते हैं यह एक पारदर्शी है तो यहां तक कि कांच की स्लाइड जो आप जीव विज्ञान प्रयोगशाला में या रसायन विज्ञान प्रयोगशाला में उपयोग करते हैं वह भी एक सब्सट्रेट है यह एक ग्लास सब्सट्रेट है ग्लास स्लाइड को सब्सट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है लेकिन यह ग्लास वेफर वेफर है क्योंकि यदि आप क्रॉस सेक्शन देखते हैं तो यह बेहद पतला है यह 05 मिलीमीटर है 05 मिलीमीटर 500 माइक्रोन है हमारे एक बाल की मोटाई क्या है मेरे बालों की मोटाई या एक मानव बाल की मोटाई लगभग 82 से 100 माइक्रोन है यह 500 माइक्रोन है सिलिकॉन वेफर की मोटाई 500 प्लस माइनस 50 माइक्रोन है तो अब आपने ग्लास सब्सट्रेट को देखा है आपने सिलिकॉन देखा है जो सिलिकॉन सब्सट्रेटऑक्सीकरण करता हैसही अब अगर आपने ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट देखा है अगर आपने ग्लास सब्सट्रेट देखा है मैं आपके लिए एक और सब्सट्रेट लाया हूं जो प्लास्टिक है और यहां मैं प्लास्टिक को पकड़ सकता हूं फिर से यह सिर्फ एक डेमो है तो इसीलिए मैं इसे सिर्फ तुम्हारी मदद करने और देखने के लिए धारण कर रहा हूं यह प्लास्टिक है यह मेरे हाथ में एक प्लास्टिक है तो यह मेरे हाथ में एक प्लास्टिक वेफर या प्लास्टिक सब्सट्रेट है अब प्लास्टिक का मतलब है कि यह झुक सकता है और यह एक लचीली सामग्री है तो मुद्दा यह है कि प्लास्टिक को सब्सट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ग्लास को सब्सट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन को सब्सट्रेट के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इसलिए जब आप सब्सट्रेट के बारे में बात करते हैं तो यह केवल सिलिकॉन तक सीमित नहीं होता है लेकिन जब हम सेमी कंडक्टर उपकरणों के बारे में बात करते हैं तो सेमी कंडक्टर उपकरणों का 95 प्रतिशत सिलिकॉन का उपयोग करता है इसीलिए उस विशेष अनुप्रयोग में जब आप चिप निर्माण के बारे में बात कर रहे हैं जब आप चिप डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं जब आप MOSFETs के बारे में बात कर रहे हैं जब आप सर्किट डिजाइनिंग के बारे में बात कर रहे हैं जब आप फाउंड्री के बारे में बात कर रहे हैं तो अधिकांश फाउंड्री में वे सिलिकॉन का उपयोग करते हैं यह केवल सिलिकॉन नहीं है अन्य सामग्रियां भी हैं लोगों ने गैलियम नाइट्रेट का उपयोग करना शुरू कर दिया है फिर वे गैलियम GaAsP गैलियम आर्सेनाइड फॉस्फाइड GaP गैलियम फॉस्फाइड आदि का उपयोग कर रहे हैं इसलिए बहुत सारी सामग्री का पता लगाया गया है लोगों ने जर्मेनियम वेफर्स का भी उपयोग किया है लेकिन सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है क्योंकि सिलिकॉन डाइऑक्साइड कच्चे माल रेत से है हम इसे 9999 साफ रेत से प्राप्त करते हैं हमें इसे अंतत सिलिकॉन वेफर बनाने के लिए शुद्ध करना होगा इसलिए जो भी सिलिकॉन डाइऑक्साइड हमें प्राप्त होता है वह रेत है जो हमें भूमि से मिलती है हमें इसे शुद्ध करना होगा एक सिलिकॉन वेफर का निर्माण करना आवश्यक है इसलिए बिंदु यह है कि चूंकि हमारे पास बहुत रेत है सिलिकॉन का अधिकतम उपयोग किया जाता है यही कारण है कि हम सिलिकॉन पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं और अन्य सबस्ट्रेट्स पर कम कर रहे हैं तो हम अगली स्लाइड पर जाते हैं और जो आप देखते हैं वह यह है कि इस सिलिकॉन सब्सट्रेट का उपयोग करके आप पीजों रेजिस्टिव माइक्रो कैंटीलेवर सहित कई उपकरणों को बना सकते हैं तो हम कहें कि अगर मैंने इसे पकड़ रखा है ठीक मेरे सामने या हमें यहाँ से कहने दें और यह कठोर है लेकिन जब मैं इसे दबाता हूं तो यह झुक सकता है यदि यह झुक सकता है हालांकि यह कठोर है तो यह कैंटीलेवर बन जाता है एक और उदाहरण आप एक गोता बोर्ड पर खड़े हैं यदि आपने तैराकी देखी है यदि आप तैराकी के लिए जाते हैं या यदि आपने टीवी में देखा है तो कैसे गोताखोर गोता लगाने वाले बोर्ड पर गोताखोरी करता है तो यदि आप देखते हैं कि गोता बोर्ड कुछ इस तरह है यह इस तरह से पकड़ रहा है व्यक्ति को शीर्ष पर जाना है वह कूदता है और फिर वह पूल में गोता लगाता है सही है यह गोता बोर्ड भी एक कैंटीलेवर है जब आप अपने साथ जीवन में वास्तविक अनुप्रयोगों के बारे में सोचते हैं और इसे अपने शिक्षाविदों के साथ विलय करते हैं तो आपकी पढ़ाई दिलचस्प और जीवंत हो जाती है कैंटीलेवर एक बहुत आसान उदाहरण है आप तुरंत दे सकते हैं अब लेकिन जब आप पीजो प्रतिरोधक कैंटिलीवर्स संदर्भ समय 4853 के बारे में बात करते हैं तो यह सूक्ष्म है क्योंकि आकार माइक्रोन में है इसलिए माइक्रो कैंटिलीवर हमें मिल गया कैंटिलीवर किस चीज से बना होता है सिलिकॉन सब ठीक है अब हम इसे पीजो प्रतिरोधक कैसे बना सकते हैं पीजो प्रतिरोधक क्या है हम सभी ने पीज़ोरेसिस्टिवका अध्ययन किया है पीजो प्रतिरोधक तब होता है जब आप दबाव लागू करते हैं जब आप बल लागू करते हैं तो सामग्री के प्रतिरोध में बदलाव होता है तो पीजो इलेक्ट्रिक क्या है जब हम बल लागू करते हैं तो वोल्टेज के रूप में वोल्टेज आउटपुट में परिवर्तन होता है इसलिए हम इन पीजोइलेक्ट्रिक क्रिस्टल को देखेंगे और बाद में पीज़ोइलेक्ट्रिक क्रिस्टलका उपयोग करके ऑसिलेटर का उपयोग कैसे कर सकते हैं अभी जिसे हम समझते हैं वह है तो हम पीजों रेजिस्टिव माइक्रो कैंटीलेवर कैसे बना सकते हैं फिर से यदि आप इस विशेष कैंटिलीवर की प्रक्रिया को समझते हैं तो आप MOSFETs को भी समझ पाएंगे इसलिए एक बार जब आप किसी डिवाइस को बनाने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं तो आप अपने सर्किट सहित अपने ट्रांजिस्टर सहित कई अन्य उपकरणों को बनाने की प्रक्रिया को समझ सकते हैं तो यह विचार है अब यदि आप यहाँ स्क्रीन पर देखते हैं तो आप क्या देखते हैं आप जो देख रहे हैं वह एक पीजों रेजिस्टिव कैंटीलेवर है और यदि आप यहां देखते हैं तो यह पीजो प्रतिरोधक डोपिंग है हमने डिफ्यूजन किया है हमने क्या किया है हमने पॉलीसिलिकॉन पीज़ोरेसिस्टिव बनाने के लिए बोरान का डिफ्यूजन किया है यहां आप SU 8 टिप के साथ पीजों रेजिस्टिव माइक्रो कैंटीलेवर पूरी तरह से रिलीज देख सकते हैं यहां आप फिर से पूरी तरह से रिलीज कैंटीलेवर देख सकते हैं लेकिन सामग्री में एक स्ट्रेस या तनाव है सामग्री में एक तनाव है जिसके कारण आप कैंटीलेवर के झुकने को देख सकते हैं यह सीधा है और यह मुड़ा हुआ है यह बैंडिंग कैंटीलेवर में उपयोग के कारण बनाया गया तनाव है हम निर्माण के दौरान एक विशेष सामग्री का उपयोग नहीं कर रहे हैं और मैं आपको बाद में बताऊंगा मैं यह जांचना चाहता था कि क्या मैं किसी विशेष सामग्री का उपयोग नहीं करता हूं जो लोग सुझा रहे हैं क्या यह वास्तव में तनाव पैदा कर रहा है या नहीं इसलिए मैंने उस सामग्री का उपयोग नहीं करने की कोशिश की और मैंने पाया कि हाँ यदि आप उस सामग्री का उपयोग नहीं करते हैं तो यह सामग्री में तनाव का कारण बनेगा और तनाव के कारण आपकी पूरी कैंटीलेवर बीम सीधे के बजाय मुड़ी हुई होगी यह इस तरह झुका होगा सीधे की बजाय यह इस तरह झुक जाएगा तो यह वह प्रयोग था जो मैंने किया और यह मेरे अपने काम से है जिसे मैं अभी आपको दिखा रहा हूं और फिर हम देखेंगे कि हम इस माइक्रो कैंटीलीवर का उपयोग कई अनुप्रयोगों के लिए कैसे कर सकते हैं जिसमें टिशू की कठोरता को समझना शामिल हैकठोरता को समझना सहित कठोरता टिशू किस प्रकार का कोई टिशू कोई टिशू इसलिए यदि मैं ब्रेस्ट से टिशू लेता हूं तो बायोप्सी के दौरान मैं ब्रेस्ट टिशू की इलास्टिसिटी को समझ सकता हूं यही कारण है कि मैं यहाँ उपयोग कर रहा हूँ ब्रेस्ट टिशू देखें तो मुद्दा यह है कि मैं न केवल MOSFETs के निर्माण के लिए सिलिकॉन सब्सट्रेट का उपयोग कर सकता हूं बल्कि माइक्रो फैब्रिकेशन प्रक्रिया का उपयोग करके सेंसर और एक्चुएटर्स भी तैयार कर सकता हूं और एक ही प्रक्रिया का उपयोग ज्यादा या कम इंटीग्रेटेड सर्किट के लिए भी किया जाता है यही हमें सीखना होगा तो अब यदि आप सिलिकॉन वेफर प्रोसेसिंग देखते हैं तो आप सिलिकॉन ICs देखते हैं वे सिलिकॉन वेफर्स के सर्कुलर शीट पर बनाए जाते हैं हमने पहले ही देखा है कि वेफर्स कैसा दिखता है आप देख सकते हैं कि वेफर का व्यास इस तरह मापा जाता है यह डाई चिप्स के साथ सिलिकॉन वेफर है यह यहां प्राइमरी फ्लैट है फिर 100 से 300 मिलीमीटर व्यास हैं अब हमारे पास बहुत बड़े व्यास के साथ वेफर है हमारे पास बहुत अधिक मोटाई के साथ वेफर है और फिर हमारे पास एक एकल सिलिकॉन वेफर पर कई आईसी हो सकते हैं मैंने इस चित्र को amdcom से लिया है और आप एक डाई देख सकते हैं यह चिप के एक छोटे से टुकड़े के अलावा और कुछ नहीं है और इसमें आपके बहुत सारे ट्रांजिस्टर बहुत सारे उपकरण शामिल हैं एक फ्लैट जो वेफर पर है ग्रिड से एक रेफरेंस प्लेन के समान डाई के लिए उपयोग किया जाता है आप इस वेफर पर फ्लैट देखते हैं अर्थात इस वेफर पर एक फ्लैट का उपयोग किया जाता है मान लीजिए यह एक प्राइमरी फ्लैट है बता दें कि यह प्राइमरी फ्लैट है और इस फ्लैट को डाई प्लेसमेंट के लिए ग्रिड बनाने के लिए रेफरेंस प्लेन के रूप में समझने या मदद करने के लिए उपयोग किया जाता है ये ग्रिड्सहैं बहुत सारे डाई हैं और यह एक एकल डाई है और यदि आप इस डाई को जूम करते हैं तो आप अन्य संपूर्ण डिवाइस9device या कई उपकरणों को एक में देखेंगे तो प्रति सप्ताह शुरू होने वाली वेफर की संख्या चिप कारखाने की निर्माण क्षमता को इंगित करती है आप कितने वेफर्स का उपयोग कर रहे हैं फैब्रिकेशन अनुक्रम में आपको कितने नए वेफर्स9wafers इंट्रोड्यूस किए जाते हैं वेफर्स की शुरुआती संख्या को बताते हैं आप जानते हैं कि वेफर शुरू कैसे होती है पहला वाक्य यह था कि प्रति सप्ताह वेफर की संख्या एक चिप कारखाने की निर्माण क्षमता को इंगित करती है लेकिन कितने आप कैसे समझ सकते हैं कि वेफर क्या है वेफर स्टार्ट क्या है यह समझने के लिए हमारे पास एक और परिभाषा है या उनकी एक और परिभाषा है जो यह बताती है कि निर्माण क्रम में कितने वेफर इंट्रोड्यूस किए गए हैं कितने नए वेफरर्स को फैब्रिकेशन सीक्वेंस में इंट्रोड्यूस किया जाता है जो वेफर स्टार्ट को दर्शाता है और प्रति सप्ताह कितने वेफर्स शुरू होता है एक चिप फैक्ट्री की निर्माण क्षमता को दर्शाता है वेफर को समूहों में संसाधित किया जाता है और अंत में पूरी प्रसंस्करण लाइन को पारित करने के लिए आम तौर पर बहुत से सप्ताह लगते हैं तो यह है कि सिलिकॉन वेफर कैसे बनाया जाता है और सिलिकॉन वेफर्स के भीतर ICs या एकल डाई या एक से अधिक डाई निर्मित या फैब्रिकेट होते हैं और यह इस विशेष व्याख्यान के लिए अंतिम स्लाइड है आज जो हमने देखा है वह बहुत महत्वपूर्ण है भले ही यह बहुत ही बुनियादी है कि किस तरह के सबस्ट्रेट्स हैं हम इन सबस्ट्रेट्स का उपयोग कैसे कर सकते हैं और ये कैसे निर्मित होते हैं इनका उपयोग हम बाद में एक या दो उदाहरणों पर देखेंगे हम पहले ही देख चुके हैं जहां हम इंटर डिजिटेड इलेक्ट्रोड बना सकते हैं या हम पीजों रेजिस्टिव माइक्रो कैंटीलेवर देख सकते हैं हमने सब्सट्रेट के प्रकार भी देखे हैं आपने सिलिकॉन ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन सिलिकॉन आकार सिलिकॉन9silicon अभिविन्यासप्राइमरी फ्लैट सेकेंडरी फ्लैट देखा है सेकेंडरी फ्लैट के संबंध में अगर प्राइमरी फ्लैट कैसे हम n प्रकार या पी प्रकार 100 या 111 की पहचान कर सकते हैं तब हमने ग्लास देखा है और ग्लास वेफर कैसा दिखता है हमने ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफर देखा है हमारे पास किस प्रकार के ऑक्सीडाइज्ड सिलिकॉन वेफर हैं हमने प्लास्टिक सब्सट्रेट देखा है आज के व्याख्यान का विचार आपको इन सबस्ट्रेट्स के साथ और विशेष रूप से सिलिकॉन के साथ इंट्रोड्यूस करना था क्यों क्योंकि सिलिकॉन का उपयोग अधिकांश सेमीकंडक्टर उपकरणों में किया जाता है अब अगले व्याख्यानों में हम देखेंगे कि कैसे आप एकल सेंसर बना सकते हैंबहुत ही सरल अत्यंत सरल बुनियादी क्यों मुझे आपको यह सिखाना होगा ताकि जब आप यह सीखें तो आप यह समझने के लिए आगे बढ़ेंगे कि आप इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बना सकते हैं आपको इस चीजों को समझना होगा और इस विशेष चरणों को समझने में मदद करने के लिए हम बेसिक के साथ शुरू करेंगे यही है कि आप एक ऑक्सिडाइज्ड सिलिकॉन सब्सट्रेट पर एक साधारण चीज का पैटर्न कैसे बना सकते हैं एक बार जब आप एक बात समझ लेते हैं तो हम आगे बढ़ेंगे और हम देखेंगे कि आप एक इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बना सकते हैं यह विचार है कि आपको कम से कम यह पता होना चाहिए कि कैसे MOSFETs गढ़े गए हैं इस विशेष श्रृंखला के अंत में आप यह जान पाएंगे कि कैसे आप वास्तव में MOSFETs बना सकते हैं प्रयोग के संदर्भ में नहीं लेकिन कम से कम प्रोसेस फ्लो के संदर्भ में इसलिए इसके साथ मुझे आशा है कि यह मॉड्यूल आपके लिए उपयोगी है अब आप जानते हैं कि सब्सट्रेट को क्या कहा जाता है अब आप जानते हैं कि सब्सट्रेट कैसा दिखता है अब आप यह पहचान सकते हैं कि यह सिलिकॉन है या यह प्लास्टिक है या यह ग्लास है वेफर्स कैसे दिखते हैं एक 4 इंच वेफर कैसा दिखता है इसलिए मैं आपको इस तरह के और उपकरणों को दिखाने की कोशिश करूंगा इसलिए जब आप समझते हैं कि चीजें कैसी दिखती हैं उसी समय हम अपने व्याख्यान के साथ आगे बढ़ेंगे जिसमें हमें यह समझना होगा कि आप इंटीग्रेटेड सर्किट कैसे बना सकते हैं और तब आप Op Amps को समझेंगे और इसके उपयोग को तो अब आप लोग ध्यान रखें और मैं आपको अगली कक्षा में देखूंगा जो कि इंटीग्रेटेड सर्किट बनाने के तरीके पर अधिक होगा तब तक आप देखभाल करें अलविदा